हेलो आपका फिर से स्वागत है l पिछले 4 हफ्तों से हम स्टैटिक सिस्टमस के बारे में बात कर रहे हैं l हम इस बारे में बात कर रहे थे कि स्टैटिक सिस्टम का कैसे विश्लेषण किया जाता हैl हमने ट्रसेज को देखा हमने बीम्स को देखा हमने बहुत ही प्राथमिक तरीके से फ्रिक्शन को देखा l हम गियर स्विच करने जा रहे हैं और आज से मूवमेंट मोशन के बारे में बात शुरू करने जा रहे हैं l मोशन को समझने में पहला कदम यह है कि मोशन को इस संदर्भ में समझना की यह वास्तव में कैसे होता है l फिर एक फोर्स का विचार आता है जो मोशन का कारण बनता है l इसलिए हम उसी तार्किक तरीके से आगे बढ़ेंगे l हम मोशन के विश्लेषण से शुरू करेंगे और मोशन का अध्ययन जिसे हम काईनेमैटिक्स कहते हैं l तो हम पार्टीकल काईनेमैटिक्स के साथ काईनेमैटिक्स की चर्चा शुरू करेंगे और केवल पूर्णता के लिए जिन फोर्सेज के कारण यह होता है उन पर ध्यान दिए बगैर काईनेमैटिक्स मोशन का अध्ययन हैl तो कुछ इस तरह के लिए एक उदाहरण क्या होगा l मान लीजिए मेरे पास एक पार्टिकल P एक प्लेन XY पर कोई ट्राजेक्टरी के साथ गति कर रहा है l पहला बिंदु जो हमें समझना है वह ऑब्जर्वर है l ऑब्जर्वर कौन हैं तो सामान्यता ऑब्जर्वर फिक्स्ड या गति में हो सकता है और जब वह आदमी या ऑब्जर्वर गति कर रहा है तो वह आदमी एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ गति कर सकता है या उसी प्रकार एक्सीलरेटिंग कर रहा है l हम इन चारों परिदृश्यों को विस्तार से कुछ देर बाद देखेंगे l लेकिन आइए हम पहले समझते हैं कि एक तरह की ट्राजेक्टरी पर गति करते हुए पार्टिकल का कैसे विश्लेषण किया जाता है l उदाहरण के लिए यह एक कार हो सकती है जोकि इस प्रकार से एक सड़क के साथ ड्राइविंग की जाती है l ऑब्जर्वर को फिक्स्ड करते हुए हम इस मोशन का दो तरीके से विश्लेषण कर सकते हैं l ऑब्जर्वर मान लीजिए इस मामले में फिक्स है हम चीजों को आसान बनाने जा रहे हैं l अब मैं एक इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट चुन सकता हूंl इसलिए यह अगली चॉइस है जिसे किसी को बनाना होगाl पहली चॉइस है कि ऑब्जर्वर कौन है और ऑब्जर्वर का स्टेट क्या है क्या ऑब्जर्वर फिक्स्ड है या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ गति कर रहा है l दूसरा यह है कि हमारे इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट क्या है

मान लेते हैं मैं इस बिंदु की पोजीशन समझना चाहता हूं lतो मैं अब x पोजिशन वर्सेस समय y पोजीशन वर्सेस समय प्लॉट करने जैसी चीजें कर सकता हूं l मैं इन ऑब्जर्वेशंस से मान लेते हैं वेलोसिटी वर्सेस समय भी प्लॉट कर सकता हूं l लेकिन हमें यह समझना होगा कि वेलोसिटी अपने आप में पोजीशन से असंबंधित नहीं है और कम से कम यह काईनेमैटिक्स के हमारे बुनियादी नियम हैं

मैं विभिन्न पोजीशंस पर कार के मोशन का ऑब्जर्वेशन करता हूं l तो हम मान लेते हैं कि यह पर है मान लेते हैं कि यह ओरिजन से 10 मीटर है l इसलिए यह है मान लेते हैं और यह है l यदि आप इसके बारे में सोचते हैं आइए मान लेते हैं कि मेरे पास इन लोकेशन पर लोग तैनात हैं जो इस कार की इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी को रिकॉर्ड करने में सक्षम है इस कार की इंस्टैन्टेनियस स्पीड जैसे ही वह उन बिंदुओं से गुजरती है l क्या मैं इस सूचना से एक्सीलरेशन को निगमित कर सकता हूं तो यदि मैं u को x के फंक्शन के रूप में जानता हूं जो मूल रूप से पोजीशन के फंक्शन के रूप में वेलोसिटी है मैं एक्सीलरेशन कैसे प्राप्त कर सकता हूं

इसलिए किसी विशेष लोकेशन पर मेरे पास एक्सीलरेशन एक आकलन हैं l तो यदि मैं अब इन दोनों को एक साथ रख देता हूं lएक आयामी मोशन में है l यदि मैं पोजीशन का उपयोग इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट के रूप में कर रहा हूं और यदि मैं समय का उपयोग इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट के रूप में कर रहा हूं l तो यदि आप प्रश्न पूछते हैं मुझे इंस्टैन्टेनियस या लोकल एक्सीलरेशन जैसा भी मामला हो को प्राप्त करने की आवश्यकता है तो मेरे सिस्टम के लिए इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट का सही विकल्प कौन सा है इसका उत्तर वास्तव में यथासंभव आसानी से ऑब्जर्वेशंस करने में हैं l तो मैं इन दोनों में से एक को चुनता हूं या तो मैं समय को चुनता हूं या मैं स्पेस को चुनता हूं मैं मेजरमेंटस की आसानी के आधार पर इन दोनों में से किसी एक को चुनता हूं l अंततः यह इस पर निर्णय लेने का प्रमुख कारण होने जा रहा है तो आइए अब हम पोजीशन को इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट के रूप में उपयोग करते हुए दूसरा मामला लेते हैं और इसे एक आयामी से जनरलाइज करते हैं l तो तीन आयामों में यह कैसा दिखेगा